ठीक है तो हम एक बार फिर से डीसी मशीनों पर वापस आ गए हैं और हमने पिछली कक्षा में डीसी मशीन की बुनियादी रचनात्मक विशेषताओं को देखा था हमने वास्तव में फ्लेमिंग लेफ्ट हॅंड रूल और फ्लेमिंग राइट हॅंड रूल से शुरू किया था हमने कहा था कि राइट हॅंड रूल जनरेटर के लिए होगा लागू लेफ्ट हॅंड रूल मोटर के लिए लागू होगा और फिर हमने डीसी मशीनों की रचनात्मक विशेषताओं के साथ शुरुआत की हमने कहा कि एक डीसी मशीन में स्टेटर फील्ड सिस्टम को समायोजित करता है और रोटर आर्मेचर सिस्टम को समायोजित करता है यह वास्तव में सभी मशीनों के लिए सच नहीं है यह एक डीसी मशीन की एक अनूठी विशेषता है क्योंकि आपके पास मूल रूप से होने जा रहे हैं यदि आप एक सिंक्रोनस मशीन में फ़ील्ड सिस्टम को देखते हैं जो कि वास्तव में रोटर के अंदर समायोजित होता है जबकि आर्मेचर को वास्तव में स्टेटर के अंदर समायोजित किया जाता है क्योंकि मैं कुछ संभावित सीमाओं के बारे में कहूंगा जो सामान्य रूप से एक सिंक्रोनस मशीन में हैं जिसे हम देखेंगे जब हम सिंक्रोनस मशीन पर चर्चा कर रहे होंगे जो कि आखिरी मशीन होगी जिस पर हम लगभग कोर्स के सबसे अंत की ओर चर्चा करेंगे तो डीसी मशीन में हमने कहा कि स्टेटर मूल रूप से फील्ड सिस्टम होने जा रहा है और यह मूल रूप से कुछ हद तक अपने स्वयं के क्रॉस सेक्शन के रूप में दिखाया गया है इसलिए यह नॉर्थ पोल होने जा रहा है और यह साउथ पोल होने जा रहा है यह योक रीजन है जहाँ फ़ील्ड लाइन्स कुछ इस तरह से जाती हैं और फिर यह इस तरह से पाथ को पूरा करने वाला है इस तरह से मेग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं और हमने कहा कि अगर यह वास्तव में एक इलेक्ट्रो मॅगनेट है तो हम इस फील्ड के शीर्ष पर कंडक्टरों को रखेंगे और यह कल्पना करेंगे कि वास्तव में इस तरह से बोर्ड में जा रहा है तो कंडक्टर भी मशीन के अंदर जा रहे हैं और पोल के चारों ओर बँधे हुए हैं अब इसे सभी संभावनाओं में डॉट होना है और इसे क्रॉस होना है ताकि मेरे पास मेग्नेटिक फील्ड लाइन्स हों जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तभी यह उन्हें नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रूप में बनाने जा रहा है हमने वाइंडिंग व्यवस्था को भी देखा था शुरू में मैंने आपको एक विशेष कॉइल के वास्तव में केवल दो साइड दिखाए थे और मैंने कहा था कि उनमें से एक डॉट होगा उनमें से एक क्रॉस होगा यह निर्भर करेगा कि क्या रोटर को क्लॉकवाइज डाइरेक्षन में घुमाया जा रहा है या एंटीक्लॉकवाइज डाइरेक्षन में लेकिन निश्चित रूप से दोनों विपरीत पोलॅरिटी का होगा अगर एक डॉट है तो दूसरा क्रॉस हो जाएगा और हमने कहा कि वाइंडिंग को दो अलग अलग फैशन में व्यवस्थित किया जा सकता है जिसे हम लैप और वेव कहते हैं इसलिए मैं कई कंडक्टर दिखा रहा हूं जो रोटर के बाहरी परिधि पर रखे गए हैं इसलिए अगर मैं कह सकता हूं कि रोटेशन की दिशा एंटीलॉकवाइज या कुछ और हो सकती है तो उनमें से कुछ डॉट वाले हो सकते हैं मैं सिर्फ इन चीजों को दिखा रहा हूं जिसमें डॉट्स होते हैं जिस मामले में दूसरी तरफ क्रॉस होगा और लगभग दोनों साइड्स के पास समान वाइंडिंग होनी चाहिए जो वास्तव में किसी भी पोल के आसपास के फील्ड में नहीं हैं जैसे मैं कहूंगा यह है और इसी तरह एक यह उनमें से कुछ युगल हो सकता है यहां इंटर पोलर रीजन में हो सकता है इंटर पोलर रीजन का अर्थ है कि दो पोल्स के बीच में वास्तव में बहुत अधिक करेंट्स नहीं होंगी क्योंकि वे वास्तव में दो पोल्स के मध्य में हैं इसलिए मेरे पास नॉर्थ पोल की सीमा रेखा और दक्षिण पोल की सीमा रेखा है तो मेरे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल की सीमा रेखा है शायद ही उनके द्वारा कोई करंट जाने वाला हो वास्तव में वे डॉट से क्रॉस या क्रॉस से डॉट में कम हो रहे हैं जिसके कारण आपके पास बहुत कम करंट होने वाला है आप में से कुछ ने पिछली कक्षा में बताया था जब हम वाइंडिंग चित्र बना रहे थे कि अगर हमने नॉर्थ पोल यहाँ और साउथ पोल यहाँ लिया होता कंडक्टर जो कहीं साउथ पोल या नॉर्थ पोल के मध्य में थे उनमें से एक डॉट था और दूसरा क्रॉस था शायद कुछ करंट ऊपर की दिशा में प्रवाहित हो सकता है और कुछ करंट नीचे की दिशा में प्रवाहित होगा वे एक दूसरे के एकदम समीप हैं यह कैसे हो सकता है यह प्रश्न कुछ छात्रों के लिए उत्पन्न हो रहा था कृपया समझें कि मध्य में वे शायद ही अधिक करंट लेने वाले हैं क्योंकि आप करंट को डॉट से क्रॉस और क्रॉस से डॉट की दिशा में पूरी तरह से बदलते देख रहे हैं इसलिए भले ही वे विपरीत पोलॅरिटी के हों यह बहुत मायने नहीं रखता क्योंकि वे बदलने की इस प्रक्रिया के कगार पर हैं वैसे भी करंट को पॉज़िटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉज़िटिव में बदलने की इस प्रक्रिया को हम कम्म्युटेशन के रूप में कहते हैं जिसके बारे में हम आज नहीं बाद में कक्षा में विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि सबसे पहले हम एक डीसी मशीन के लिए ईएमएफ ईक्वेशन और टॉर्क ईक्वेशन को नहीं समझते हैं जब हम डीसी मशीन को वर्गीकृत करेंगे तो वर्गीकरण के बाद हम देख पाएंगे कि उनमें से प्रत्येक कैसे काम करता है और जब हम उनमें से प्रत्येक के काम को विस्तृत रूप से रहे हैं तो हम विस्तार से कम्यूटेशन को भी देखेंगे तो हमने लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के संबंध में पिछली कक्षा में क्या कहा था बस फिर से दोहराना होगा कि हमने कहा कि लैप वाइंडिंग वास्तव में वाइंडिंग्स को वापस मोड़ने वाली है यानी वे अनिवार्य रूप से यह दिखते हैं कि मैं इस तरह से चारों ओर एक वाइंडिंग ले जा रहा हूँ और यह वापस मुड़ जाती है तो यह एक दूसरे के साथ लैपिंग या ओवरलैपिंग होने जा रहा है इसलिए हम इसे लैप वाइंडिंग कहते हैं इसलिए यह मूल रूप से पीछे मुड़ रहा है जबकि वेव वाइंडिंग लगातार आगे बढ़ती है यह पीछे मुड़ती नहीं है यह कभी भी पीछे मुड़ती नहीं है इसलिए मूल रूप से वाइंडिंग चालू और चालू रहने वाला है जब तक कि सिलेंडर की पूरी परिधि को कवर नहीं किया जाता है और केवल उसके बाद ही यह वापस मुड़ पाएगा इसलिए यह आगे और आगे बढ़ता जा रहा है जिसके कारण अगर मैं वास्तव में स्ट्रक्चर को देखता हूं तो मुझे लग रहा है कि जैसे कि मेरे पास लैप वाइंडिंग में तीन टर्न्स है तो ये तीन टर्न्स इस तरह आने वाले हैं एक ब्रश यहाँ होगा तीन और टर्न्स यहाँ एक और ब्रश होगा तीन और टर्न्स होंगे और मेरे पास यहाँ एक और ब्रश आएगा और इन दो ब्रश के बीच तीन और टर्न्स होंगे इस तरह से यह होने जा रहा है इसलिए मैं मूल रूप से देख रहा हूं अगर यह एक चार पोल मशीन है उदाहरण के लिए यह प्लस होने जा रहा है जो नॉर्थ पोल से जुड़ा हुआ है यह भी प्लस होगा यह माइनस होगा और यह भी माइनस होगा और सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये दो प्लस अलग अलग वोल्टेज पर नहीं हैं आम तौर पर वे मोटे कॉपर कंडक्टर के साथ बाहरी रूप से शॉर्ट सर्किटेड होंगे इसलिए हमारे पास मोटे कॉपर कंडक्टर होंगे जो इन दोनों को समान रूप से शॉर्ट सर्किटेड करेंगे एक और मोटी कॉपर कंडक्टर इन दोनों को इस तरह से शॉर्ट सर्किट करती हैं तो यह है कि यह इस तरह से होने जा रहा है इसलिए मैं पूरी बात को चित्र के रूप में लिख सकता हूं जैसे कि यह पॉज़िटिव बस है यह यहाँ स्थित है यह नेगेटिव बस है जो यहाँ स्थित है और दोनों के बीच ऐसा है यह पॉज़िटिव है यह नेगेटिव है मैं वास्तव में इन दोनों के बीच लोड को कनेक्ट करूँगा लोड एक रेज़िस्टेन्स हो सकता है लोड एक डीसी मोटर हो सकता है है जो भी हो मैं इस तरह से लोड को कनेक्ट कर रहा हूं और इन दोनों के बीच मैं वास्तव में इस तरह से टर्न्स है तो इसके लिए तीन टर्न्स लेता हूं तीन और टर्न्स इसके लिए इसके लिए तीन और टर्न्स और इसके लिए भी तीन और टर्न्स हैं यह ऐसा है तो यह एक लैप वाइंडिंग की व्यवस्था है कृपया ध्यान दें कि यहाँ पेरलल पाथ्स की संख्या के बराबर है इसलिए लोड एक करंट को ले जा रहा है जो इसके अनुरूप है अगर मैं कहूं तो करंट प्लस से चल रहा है यदि यह Ia है आर्मेचर करंट उनमें से प्रत्येक में लगभग Ia4 होगा उनमें से प्रत्येक Ia4 होगा अगर 4 प्लस हैं जो कि मेरी मशीन व्यवस्था में हैं बल्कि अगर यह वेव वाइंडिंग है तो शायद एक तरफ एक ब्रश दूसरे तरफ पर दूसरा ब्रश होने जा रहा है और अगर मुझे लगता है कि फिर से 12 कॉइल्स हैं या पूरे 12 टर्न्स हैं मेरे पास वास्तव में एक तरफ 6 टर्न्स होने जा रहे हैं और दूसरी तरफ यह भी 6 टर्न्स है इस तरह से यह हो रहा है 6 6 पूरी तरह से 12 टर्न्स बना सकता है मेरे पास केवल दो पेरलल पाथ्स हैं कृपया ध्यान दें कि ये सभी सीरीस में जुड़े हुए हैं तो जिसका अर्थ है कि वोल्टेज रेटिंग निश्चित रूप से अधिक होने वाली है क्योंकि पूरी तरह से 6 टर्न्स हैं जिसका मतलब है कि 12 कंडक्टर लगातार सीरीस में जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से मैं एक उच्च वोल्टेज रेटिंग प्राप्त करने जा रहा हूं इसलिए यह लैप वाइंडिंग से मेल खाती है जबकि यह वेव वाइंडिंग से मेल खाती है इसलिए हमने पिछली कक्षा को यह कहते हुए पूरा किया कि लैप वाइंडिंग का मतलब हाई करंट लो वोल्टेज मशीन से है जबकि यह लोअर करंट और हाई वोल्टेज मशीन है इसलिए आमतौर पर यही तरीका है कि हम सामान को इस आधार पर डिजाइन करें कि हम इसे किस तरह की पावर रेटिंग के लिए डिजाइन कर रहे हैं यह पहला मापदंड होगा फिर अगला मानदंड यह होगा कि क्या वोल्टेज उच्चतर होगा या करंट उच्चतर होगा और फिर हम उसके अनुसार वाइंडिंग का चयन करेंगे अर्थात सामान्य रूप से यह ऐसे किया जाता है इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम ईएमएफ ईक्वेशनऔर मशीन के टॉर्क ईक्वेशन को देखने का प्रयास करते हैं मूल प्रमेय जो कि बायोट सावर्त'स का नियम है और साथ ही फ्लेमिंग लेफ्ट हॅंड रूल और राइट हॅंड रूल मूल रूप से फोर्स की गणना करने का एक तरीका है और साथ ही साथ जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो यह आप लोगों ने निश्चित रूप से अध्ययन किया होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है जब मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई l है और अगर यह एक मेग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है जिसका मेग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी B है और अगर मैं कहता हूं कि जिस गति के साथ कंडक्टर घूम रहा है वह v है Bl v वास्तव में लंबाई के इस विशेष कंडक्टर के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ होने जा रहा है इसलिए हम आम तौर पर लिखते हैं जैसे कि अगर v इस तरह से होने जा रहा है तो v इसके बिल्कुल पर्पेनडिक्युलर होने जा रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो मूल रूप से इस तरह उन दोनों के पर्पेनडिक्युलर होने जा रहा है इस तरह से यह होने जा रहा है इसी तरह मुझे उस फोर्स को लिखना चाहिए जब मेरे पास B और i अगर ऐसा है तो जब एक l लंबाई के करंट ले जाने वाले कंडक्टर को एक मेग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है जिसमें फ्लक्स डेन्सिटी B होता है तो यह एक फोर्स उत्पन्न करेगा जो वास्तव में Bil है जहां i कंडक्टर द्वारा प्रवाह किया जाने वाला करंट है B फ्लक्स डेन्सिटी है जिसके अंदर रखा गया है और l कंडक्टर की लंबाई है इसलिए यह भी दोनों के लिए पर्पेनडिक्युलर है वास्तविक करंट ले जाने वाले कंडक्टर की लंबाई को जिस प्लेन में रखा गया है और फ्लक्स डेन्सिटी जिस प्लेन पर हम फ्लक्स डेन्सिटी को देख रहे हैं यह उन दोनों के लिए पर्पेनडिक्युलर होगा तो हम वास्तव में डीसी मशीन में टॉर्क के वेल्यू को प्राप्त करने के लिए इन दो एक्सप्रेशन्स का उपयोग करने जा रहे थे और इसी तरह एक डीसी मशीन में इंड्यूस्ड वोल्टेज का वेल्यू क्या है हम दोनों को इन दो ईक्वेशन से देखने जा रहे हैं तो मुझे वास्तव में देखने दो फ्लक्स पर पोल क्या है शायद एक डीसी मशीन में हमने इसे बनाया था यदि आप याद कर सकते हैं जब हम मेग्नेटिक सर्किट के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि अगर मेरे पास एक मेग्नेटिक पोल है तो मेरे पास यहाँ साउथ पोल है और मैं शायद एक करंट को देने जा रहा हूं जो कि कुछ If के अनुरूप है If वह फील्ड करंट है मैं जिसकी बात कर रहा हूं इसलिए मैं जो फील्ड करंट के रूप में प्रवाहित कर रहा हूं वह If है और टर्न्स पर पोल की संख्या मैं Nf कह रहा हूं मैं फील्ड वाइंडिंग के बारे में सब कुछ बात कर रहा हूं तो NfIf MMF पर पोल होगा जो MMF पर पोल के रूप में उपलब्ध है मुझे यह स्पष्ट रूप से गणना करने में सक्षम होना चाहिए कि मेग्नेटिक सर्किट रिलक्टेन्स क्या है जो निश्चित रूप से यहां रोटर बैठने जा रहा है मैं अभी कंडक्टर नहीं दिखा रहा हूं और रोटर जितना संभव हो सके उतने तरीकों से स्थान घेरने की कोशिश करेगा एयर गैप की चौड़ाई सीमित की तरह है यदि एयर गैप की चौड़ाई बहुत बड़ी है तो निश्चित रूप से मुझे विशेष वेल्यू के फील्ड स्ट्रेंगथ को बढ़ाने के लिए का अधिक से अधिक MMF की आवश्यकता होगी इसलिए मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के मामले में एयर गैप बहुत छोटा है लेकिन यह स्टेटर से टकराए बिना रोटर के घूमने के लिए पर्याप्त बड़ा होना चाहिए यह स्टेटर को हिट नहीं कर सकता है इसलिए इसे स्टेटर से बिना किसी बाधा के घूमने में सक्षम होना चाहिए इसलिए मुझे एयर गैप का एक इष्टतम डिज़ाइन बनाना होगा ताकि रोटर स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम हो लेकिन साथ ही एयर गैप इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा फील्ड करंट या मैग्नेटाइजिंग करंट की मांग करें तो यह मूल रूप से एक मामला है हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह किया जाता है अब अगर मैं पूरी फील्ड लाइन्स को देखता हूं तो यह इस तरह से जाने वाला है और फिर इस तरह से अपना रास्ता पूरा करेगा इसी तरह इस तरह से फील्ड लाइन होने जा रही है इसलिए मुझे स्पष्ट रूप से इस मेग्नेटिक सर्किट पाथ के अनुरूप रिलक्टेन्स की गणना करने में सक्षम होना चाहिए जो उदाहरण के लिए नॉर्थ पोल द्वारा दी गई रिलक्टेन्स के अनुरूप होगा इसके बाद एयर गैप में रिलक्टेन्स होने जा रहा है इनडक्टेन्स नहीं एयर गैप का रिलक्टेन्स और आर्मेचर का रिलक्टेन्स होने जा रहा है मेरे पास फिर से एयर गैप का रिलक्टेन्स होने जा रहा है और मेरे पास एक और पोल होने जा रहा है जो साउथ पोल है और फिर मेरे पास इस साइड योक का रिलक्टेन्स होगा और मुझे निश्चित रूप से उन्हें जोड़ना होगा और फिर अंततः मैं दिखाने जा रहा हूं जैसे कि एक MMF है यहाँ एक और MMF यहाँ है यहाँ दो MMF हैं एक नॉर्थ पोल के अनुरूप हैं दूसरा साउथ पोल के अनुरूप यह हमने पहले ही बना लिया था जब हम मेग्नेटिक सर्किट के संबंध में गणना पर चर्चा कर रहे थे तो मुझे यह दिखाना होगा जैसे यहाँ प्लस माइनस होने जा रहा है यहाँ प्लस माइनस है इसलिए यह भी NfIf है यह भी NfIf है इस तरह से यह होने जा रहा है तो यह मुझे बताएगा कि फ्लक्स पर पोल कितना उत्पन्न होता है मैं गणना कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास मेग्नेटिक सर्किट स्पष्ट है मैं गणना कर पाऊंगा कि फ्लक्स पर पोल कितना है तो मुझे कहने दो फ्लक्स पर पोल डीसी मशीन ∅ webers और अगर मैं पूर्ण आर्मेचर कंडक्टर को देखता हूं तो वे सभी इस एरिया को ले रहे हैं इस सिलेंडर का पूर्ण सर्फेस एरिया इसलिए अगर मैं कहूं कि इस सिलेंडर की रेडीयस r है मोटे तौर पर तो 2πrl या सिलेंडर का कर्व सर्फेस एरिया होने जा रहा है तो अगर मेरे पास 4 पोल या 8 पोल हैं जो भी इस पोल में से प्रत्येक वास्तव में मेग्नेटिक फील्ड लाइन्स की कुछ मात्रा घुमा रहा है तो पूर्ण मेग्नेटिक फील्ड लाइन्स या फ्लक्स जो मुझे Pपोल्स के लिए मिल सकता है अगर वहां P पोल्स हो कुल फ्लक्स आंतरिक एरिया या स्टेटर के कर्व सर्फेस एरिया ∅P जिसका सामना उन सभी कंडक्टरों को करना होगा जो वास्तव में रोटर की बाहरी परिधि पर हैं आर्मेचर कंडक्टर द्वारा कल्पना की गयी फ्लक्स डेन्सिटी B∅P2πrl क्योंकि 2πrl आर्मेचर का कुल सर्फेस एरिया है और कुल फ्लक्स स्टेटर और रोटर के बीच एयर गैप में उपलब्ध है जो कि ∅P है तो ∅P2πrl लगभग फ्लक्स डेन्सिटी B है तो मेरे पास अभी B है मुझे Blv की गणना को देखना होगा अगर मैं इस आर्मेचर की ω radsec की स्पीड के साथ घुमा रहा हूं मुझे कहना चाहिए कि मूल रूप से प्रत्येक कंडक्टर के पास एक लीनीयर वेलोसिटी vrω होगा अगर radsec में रोटेशनल स्पीड है और निश्चित रूप से l कंडक्टर की लंबाई है तो अब मैं कह सकता हूँ प्रत्येक कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ Blv∅P2πrllrω ∅P2π ∅P2π यह प्रति कंडक्टर इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो मुझे प्रति टर्न्स इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राप्त करना होगा क्योंकि ये दोनों कंडक्टर जो सीरीस में एक साथ जुड़े हुए हैं हम इसे एक टर्न कहते हैं तो मैं कह सकता हूं EMFturn2∅Pω2π∅Pω volts अब मुझे यह जांचना होगा कि सभी टर्न्स सीरीस में जुड़े होने वाले हैं या कुछ टर्न्स सीरीस में जुड़े होने जा रहे हैं और फिर वे पेरलल में होंगे यह इस पर निर्भर करता है कि लैप वाइंडिंग है या वेव वाइंडिंग मैं मूल रूप से विभिन्न संख्या के टर्न्स को सीरीस में जोड़ने जा रहा हूँ और विभिन्न संख्या के टर्न्स को पेरलल में जोड़ा जा रहा है तो हम सामान्य तौर पर कहते हैं कि मैं यह कहने जा रहा हूं कि आर्मेचर में पेरलल पाथ्स की संख्या a तो अगर मैं वेव वाइंडिंग के बारे में बात कर रहा हूं a2 अगर मैं लैप वाइंडिंग के बारे में बात कर रहा हूं aP इसलिए मुझे लिखने भी दो कि मुझे कहना चाहिए aP अगर लैप आर्मेचर a2 अगर वेव आर्मेचर कंडक्टरों की कुल संख्या Z टर्न्स प्रति पेरलल पाथ्स की संख्याZ2a अब मुझे बस इतना करने की आवश्यकता है कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रति टर्न्स है उसे टर्न्स प्रति पेरलल पाथ्स की संख्या से गुणा करना है वह आपको कुल जेनरेटेड वोल्टेज देगा इसलिए मैं अभी कह सकता हूं आर्मेचर की वोल्टेज रेटिंग∅PωZ2a जहां a2 यदि यह वेव वाउंड आर्मेचर है aP यदि यह वास्तव में एक लैप वाउंड आर्मेचर है तो मुझे इसे थोड़ा अलग तरीके से लिखना चाहिए मैं यह कहने जा रहा हूं कि P मूल रूप से पोल्स की संख्या है जो किसी दिए गए मशीन के लिए पहले से ही तय है Z कंडक्टरों की संख्या है वह भी किसी दिए गए मशीन के लिए तय ही है a भी किसी दिए गए मशीन के लिए तय ही है 2π बेशक एक कॉन्स्टेंट है तो मैं इसे इस तरह से लिखने जा रहा हूं आर्मेचर की वोल्टेज रेटिंग∅PωZ2aPZ2πa∅ω ϕ वास्तव में फ्लक्स पर पोल है और यदि मैं फील्ड करंट को बढ़ाता या घटाता हूं तो इसे बदला जा सकता है आम तौर पर हम रेटेड फ्लक्स पर इसे संचालित करने की कोशिश करेंगे जो भी मशीन का रेटेड फ्लक्स हो लेकिन किसी कारण के लिए मुझे लोवर वोल्टेज चाहिए मैं फ्लक्स की कम मात्रा के साथ जा सकता हूं आम तौर पर मैं इसे रेटेड फ्लक्स पर संचालित करना चाहता हूँ इसी तरह आम तौर पर मैं इसे ऐसे में घुमाना चाहूंगा कि जब मैं मशीन में रेटेड फील्ड करंट दूँगा तब मुझे उस विशेष स्पीड पर रेटेड वोल्टेज मिलेगा तो मुझे मूल रूप से रेटेड एक्साइटेशन और रेटेड स्पीड पर रेटेड वोल्टेज मिलेगा इस तरह मशीन को डिजाइन किया जाएगा तो गति निश्चित रूप से स्पीड मेरे नियंत्रण में है एक अर्थ में एक्साइटेशन भी मेरे नियंत्रण में है यही कारण है कि मैंने उन्हें अलग ले लिया है क्योंकि वे अलग अलग हो सकते हैं अगर मैं बदलना चाहता हूं तो विशेष रूप से मशीन का यह कॉन्स्टेंट KePZ2πa back EMF के नाम से जान जाता है हम इसे EMF कॉन्स्टेंट या बॅक EMF कॉन्स्टेंट कहते हैं मैं बॅक EMF कॉन्स्टेंट कहने का अभ्यस्त हो चुका हूं क्योंकि मोटर के मामले में हम हमेशा इस Keको बॅक EMF कॉन्स्टेंट कहते हैं और मैं इसे EMF कॉन्स्टेंट कह सकता हूं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक जनरेटर में बॅक EMFजैसा कुछ भी नहीं है तो यह EMF कॉन्स्टेंट है तो यह मुझे मूल रूप से मशीन में जेनरेटेड EMFके लिए ईक्वेशन देता है इसलिए सामान्य तौर पर मुझे यह कहना चाहिए कि मशीन में जेनरेटेड EMF emf∝∅ω ∅ फ्लक्स है वह स्पीड है जिस पर मैं आर्मेचर को घुमा रहा हूं इसलिए आम तौर पर यह डीसी मशीन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है EMFजेनरेटेड हमेशा ओमेगा द्वारा गुणा किए गए फ्लक्स के आनुपातिक होता है बहुत स्पष्ट रूप से यह d∅dt से भी मेल खाता है क्योंकि d∅ अनिवार्य रूप से फ्लक्स में परिवर्तन dt किस दर पर कंडक्टर फ्लक्स को काट रहे हैं तो निश्चित रूप से में वे तेजी से घूम रहे हैं प्रत्येक कंडक्टर द्वारा देखे जाने वाले फ्लक्स में परिवर्तन की दर बहुत अधिक होने जा रही है तो यह मशीन की EMF ईक्वेशनहै अगला हमें यह देखने का प्रयास करें कि क्या हम फिर से टॉर्क ईक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं हमने पहले ही बहुत संक्षेप में बात की थी टॉर्क ईक्वेशन के बारे में जब हम ईलेक्ट्रोमेकेनिकल एनर्जी कंवर्सन प्रोसेस को देख रहे थे लेकिन अब हम उसी चीज़ को थोड़ा अलग तरीके से डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं दृष्टिकोण जो वास्तव में Bil फोर्स के बराबर है FBil फिर से हम एक समय में एक कंडक्टर लेने जा रहे हैं और फिर हम यह देखने जा रहे हैं कि प्रत्येक कंडक्टर द्वारा बनाया गया फोर्स कितना है और फिर अंत में कुल टॉर्क पर आते हैं हमने पहले ही कहा B∅P2πrl मैं बस इसे दोहरा रहा हूं ∅ फ्लक्स पर पोल है Pपोल्स की संख्या है और 2πrl आर्मेचर का कर्व्ड सर्फेस एरिया है i प्रत्येक कंडक्टर द्वारा ले जाया गया करंट है यदि मेरे पास पेरलल पाथ्स की संख्या a है जैसा मैंने कुछ स्लाइड पहले दिखाया था हमने कहा था कि अगर Ia कुल करंट है प्रत्येक कंडक्टरों में से Ia4 करंट को ले जाया जा रहा है अगर 4 पेरलल पाथ्स हैं तो स्पष्ट रूप से अगर मेरे पास कई पेरलल पाथ्स हैं तो मेरे पास यह होने जा रहा है iIaa जहां a पेरलल पाथ्स की संख्या है इसलिए फोर्स पर कंडक्टर∅P2πrlIaal यह वह है जो फोर्स पर कंडक्टर है अगर मैं दो कंडक्टरों या एक टर्न के लिए फोर्स चाहता हूं तो मुझे इसे 2 से गुणा करना होगा फोर्स प्रति बारी फोर्स पर टर्न2∅P2πrlIaal अब आखिरकार अगर मेरे पास 2 कंडक्टर हैं जो एक टर्न बना रहे हैं तो मेरे पास यहाँ एक कंडक्टर होने वाला है और यहाँ एक कंडक्टर और उनमें से एक डॉट हो सकता है और अन्य दूसरा क्रॉस ले जाएगा जिसके कारण मुझे एक अर्थ में एक में फोर्स ऊपर की ओर और दूसरे में फोर्स नीचे की ओर जाएगा तो यह एक जोड़े की तरह काम करेगा इसलिए अगर मुझे टॉर्क चाहिए तो मुझे इसे रोटेशन के रेडीयस या गाइरेशन के रेडीयस से गुणा करना होगा और रेडीयस वास्तव में r है जिसे हमने माना है यही कारण है कि हमने कर्व सर्फेस एरिया 2πr के रूप में लिया और ये सभी कंडक्टर मूल रूप से सिंक्रोनिस्म में कार्य करने जा रहे हैं अंततः पूर्ण रोटेशनल मोशन प्रदान करने के लिए सभी साथ आएँगे तो मुझे कहना होगा TorqueTurn∅PπrIaar अब मुझे इसे कुल टर्न्स की संख्या से गुणा करना होगा जो कि Z2 होगा क्योंकि मैने पहले से ही पेरलल पाथ्स का ध्यान रखा Iaa लिखकर तो मुझे बस इतना ही करना है इसे बस कुल टर्न्स की संख्या से गुणा करना होगा कुल टॉर्क∅PπaIaZ2 तो मैं फिर से मुझे ∅ लेने दें और Ia तो बाहर होगा कुल टॉर्क∅PπaIaZ2PZ2πa∅Ia तो PZ2πa मशीन का कॉन्स्टेंट है मुझे उम्मीद है कि हम एक ही चीज पर पहुंचे हैं भले ही हमने देखा PZ2πa ∅ω EMF था इसी तरह PZ2πa ∅Ia टॉर्क है टॉर्क है इसलिए कुछ समय बाद मैं इसे कॉन्स्टेंट कह सकता हूँ EMF कॉन्स्टेंट या टॉर्क कॉन्स्टेंट के रूप में यह निर्दिष्ट होता है दोनों समान रूप से मान्य होते हैं क्योंकि जब तक मैं radsec के संदर्भ में स्पीड बताता हूं यदि मैं radsec के रूप में स्पीड व्यक्त करता हूं तो मेरा टॉर्क कॉन्स्टेंट और EMF कॉन्स्टेंट एक ही है और बराबर है तो मैं कहूंगा PZ2πa एक दी गई मशीन के लिए कॉन्स्टेंट है और फिर मेरे पास वही चीज़ अनिवार्य रूप से टॉर्क कॉन्स्टेंट के साथ साथ EMF कॉन्स्टेंट के रूप में काम कर रही है और अगर मैं आर्मेचर करंट को बदलता हूँ तो मुझे फ्लक्स को कॉन्स्टेंट रखते हुए अलग अलग टॉर्क मिलेगा यदि एक मशीन रेटेड फ्लक्स से चल रही है अगर मैं वास्तव में आर्मेचर के माध्यम से रेटेड करंट पास करता हूं तो मैं मशीन में रेटेड टॉर्क प्राप्त करने जा रहा हूं इसी तरह अगर मैं एक जनरेटर रख रहा हूँ जो रेटेड स्पीड पर घूम रहा है और अगर उसमें रेटेड फ्लक्स है तो यह रेटेड वॅल्यू का EMF उत्पन्न करने वाला है तो इस तरह मूल रूप से मशीन की नेम प्लेट डीटेल्स हम इसे नेम प्लेट रेटिंग के रूप में कहते हैं क्योंकि यदि आप किसी भी मशीन को देखेंगे तो एक धातु की प्लेट जो मशीन से चिपकी रहेगी वह मशीन से लगी रहेंगी मशीन की किलोवाट रेटिंग क्या है यह किस प्रकार की स्पीड पर सामान्य रूप से दौड़ेगी है यह वोल्टेज क्या है और कितनी करंट आप मशीन में दे सकते हैं अगर यह एक मोटर है यदि यह एक जनरेटर है तो यह अप्रत्यक्ष रूप से बताएगा कि आप अधिकतम कितनी करंट मशीन से ले सकते हैं वह वोल्टेज कितना उत्पन्न कर सकता है यदि यह किसी दिए गए एक्साइटेशन के साथ इसे रेटेड स्पीड से घुमाया जाता है तो यह नेम प्लेट डीटेल्स के रूप में जाना जाता है नेम प्लेट डीटेल्स मूल रूप से रेटेड वोल्टेज रेटेड करंट रेटेड स्पीड रेटेड फ्लक्स या रेटेड फील्ड करंट बताएगा उदाहरण के लिए एक डीसी मशीन में पॉवर रेटिंग ये सभी डीटेल्स सामान्य रूप से मशीन के नाम प्लेट डीटेल्स पर लिखी जाएंगी आर्मेचर रेज़िस्टेन्स या फील्ड रेज़िस्टेन्स यदि आप उन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आम तौर पर इन्हें मापा सकता है या तो हम एक VI परीक्षण करते हैं जिसमें वोल्टेज हम लागू करते हैं और फिर हम एक करंट पास करते हैं और फिर हम कहते हैं कि VI R है इसलिए हमने इस तरह से परीक्षण किया है या हम एक मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं कि आपका मल्टीमीटर कितना सही है या आपके परीक्षण में आपको किस प्रकार की सटीकता की आवश्यकता है इसलिए आम तौर पर नेम प्लेट डीटेल्स में रेटेड एक्साइटेशन रेटेड स्पीड पर ये सभी डेटा शामिल होंगे वोल्टेज और करंट को उसके लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और टॉर्क को भी अब कि हमने मूल रूप से EMF ईक्वेशन और टॉर्क ईक्वेशन को देखा है जो एक डीसी मशीन के लिए आवश्यक हैं आइए सबसे पहले हम जनरेटर ऑपरेशन के साथ शुरू करते हैं किसी भी जनरेटर की सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अगर मैं इसे लोड नहीं कर रहा हूं तो यह कितना वोल्टेज उत्पन्न करने में सक्षम है क्योंकि हम ओपन सर्किट वोल्टेज को देख रहे हैं यह किसी दी गई स्पीड और दिए गए एक्साइटेशन पर कितना वोल्टेज उत्पन्न करने में सक्षम है हम इसे कहते हैं जब यह किसी भी करंट की आपूर्ति नहीं कर रहा होता है यह ओपन सर्किट पर होता है इसलिए हम इसे ओपन सर्किट कॅरेक्टरिस्टिक्स के रूप में कहते हैं तो एक जनरेटर की ओपन सर्किट कॅरेक्टरिस्टिक्स अनिवार्य रूप से आपको बताती हैं Yअक्ष पर यह जेनरेटेड ईएमएफ होगा मशीन द्वारा जेनरेटेड समग्र ईएमएफ और आमतौर पर यहां यह If होगा आप एक दी गई स्पीड पर मशीन में कितनी फ़ील्ड करंट दे रहे हैं इसलिए अगर मैं मशीन चला रहा हूं तो कुछ ओमेगाω होगा कहने दीजिए ओमेगाω पर यह जेनरेटेड ईएमएफ होता है अगर मैं ω2 के बारे में बात कर रहा हूं तो यह आधा होगा तो मेरे पास मूल रूप से शुरू में काफी लीनीयर कॅरेक्टरिस्टिक्स होंगी जब तक कि मैं सॅचुरेशन पर नहीं पहुँच रहा हूं जब मेरा आइरन ओरिएंटेड फ्लक्स एयर गेप फ्लक्स पर हावी हो रहा है जब सॅचुरेशन होना शुरू होगा निश्चित रूप से मेरे पास फ्लक्स के दो घटक हैं एक वास्तव में एयर गेप में रिलक्टेन्स के कारण होगा जो वास्तव में आइरन की वजह से फ्लक्स की तुलना में बहुत छोटा होगा इसलिए जब मैं फेरोमैग्नेटिक पार्ट फ्लक्स के बारे में बात कर रहा हूं जो एयर गेप की रिलक्टेन्स के कारण बनने वाले फ्लक्स पर हावी हो रहा है तो सॅचुरेशन धीरे धीरे पहुँच रहा रहा है शुरू में यह लीनीयर लग सकता है बाद में यह पूरी तरह से सॅचुरेटेड हो जाएगा क्यूँकि एयर गैप फ्लक्स उस समग्र फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं लगा रहा है जो इसका कारण है इसलिए मैं इस तरह की कॅरेक्टरिस्टिक्स को देखने जा रहा हूं अगर मैं धीरे धीरे फील्ड में वृद्धि करता रहूं यह मैं मान रहा हूं कि कोई रेमानेंट फ्लक्स नहीं है अगर पहले से ही रेमानेंट फ्लक्स है तो वास्तव में शून्य फील्ड के साथ भी कुछ वोल्टेज दिखाना चाहिए कल्पना कीजिए कि कोई भी फील्ड करंट नहीं है यदि मशीन में रेमानेंट फ्लक्स के लिए कुछ रिमेनिंग फ्लक्स है तो यह एक वोल्टेज उत्पन्न करेगा जब हम इसे बिना किसी फील्ड के किसी निश्चित स्पीड से घुमाएंगे तो यह रेमानेंट फ्लक्स शायद 10 वोल्ट या 15 वोल्ट या जो कुछ भी उत्पन्न करता है यह इसे घुमाए जाने के स्पीड के आधार पर निर्भर करता है यह रेटेड वोल्टेज शायद लगभग 220 वोल्ट है या यह केवल 15 या 20 वोल्ट हो सकता है इससे अधिक कुछ नहीं यदि मैं कॉन्स्टेंट फील्ड करंट लागू कर रहा हूं तो मुझे कॉन्स्टेंट वोल्टेज मिलना चाहिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से दिखा रहा हूं कि अगर मैं वेरियबल फील्ड को लगा रहा हूं क्योंकि मैं अपनी डीसी मशीन की क्षमता जानना चाहता हूं मैं यह देख रहा हूं कि यह किस तरह का कॉन्स्टेंट ईएमएफ है तब मैं इस से प्राप्त करने में सक्षम हो जाउँगा यह नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस स्पीड से मशीन को घुमा रहा हूं मुझे पता है कि मैं मशीन में कितनी फील्ड करंट दे रहा हूं इसलिए मुझे वह प्राप्त करना चाहिए जो भी ईएमएफ उत्पन्न होता है जो कि स्पीड रेडियनसेकेंड से विभाजित होता है जो कि फील्ड करंट से विभाजित होता है इससे मुझे कॉन्स्टेंट बॅक ईएमएफ मिलेगा तो ओपन सर्किट कॅरेक्टरिस्टिक्स आपको यह जानने की अनुमति देगा कि मशीन का बॅक ईएमएफ कॉन्स्टेंट या कॉन्स्टेंट ईएमएफ क्या है जो अंततः टॉर्क की गणना करने में भी उपयोगी होगा इसलिए हम अगली कक्षा में फील्ड कनेक्शन के आधार पर डीसी मशीनों के आगे के वर्गीकरण को देखेंगे